नमस्ते तार रहित संचार के लिए आकलन पर इस ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और मॉड्यूल मे स्वागत है अब तक हमने तार रहित संवेदन जाल तन्त्र के एक साधारण मॉडल को देखा है हमने संभावना फलन को सूत्रित किया है और संभावना फलन के आधार पर हमने अज्ञात प्राचर का अधिकतम संभावना आकलन व्युतपन किया है अब तक हमने क्या किया है हमने तार रहित संवेदन जाल तंत्र के बजाय तार रहित के एक परिदृश्य के उदाहरण एक साधारण तार रहित संवेदन जाल तंत्र पर गौर किया है हमने इस तार रहित संवेदन जाल तंत्र मे N अवलोकनो को देखा है अवलोकन y1 बराबर है hv1 के y2 बराबर है hv2 के yN बराबर है hvN के जहां y1 y2 yN हमारे अवलोकन हैं ठीक h अज्ञात है h अज्ञात प्राचर है और ये v1 v2 vN ये IID स्वतंत्र हैं इस प्रकार v1 v2 vN ये IID अर्थात इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रिब्यूटेड गौसियन शोर प्रतिदर्श है ये IID गौसियन शोर प्रतिदर्श है ठीक इसलिए ये IID गौसियन शोर प्रतिदर्श है जिनके माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है और इस परिदृश्य के लिए हमने संभावना फलन को सूत्रित किया है और हमने दिखाया है कि अधिकतम संभावना आकलन प्रतिदर्श माध्य द्वारा दिया जाता है ML आकलन अधिकतम संभावना आकलन या ML आकलन मतलब h हैट मूल रूप से अज्ञात प्राचर h का अधिकतम संभावना आकलन 1 बटा N योग yK कोटि K के N आकार के बराबर होता है अर्थात यह प्रतिदर्श माध्य या मूल रूप से आपका अवलोकन y1 का औसत कहलाता है यह प्रतिदर्श माध्य है अर्थात h हैट जोकि अधिकतम संभावना आकलन है यह क्या है यह अज्ञात प्राचर h का ML आकलन है जोकि इस औसत से दिया जाता है अर्थात 1 बटा N योग yK कोटि K के N आकार के है अर्थात अवलोकन y1 y2 yN का औसत मूल रूप से प्रतिदर्श माध्य भी है यह N परिदृश्यों के साथ सरल परिदृश्य सरल तार रहित संवेदन जाल तन्त्र परिदृश्य के लिए अधिकतम संभावना है यह साधारण परिदृश्य के लिए अधिकतम संभावना आकलन है साधारण तार रहित संवेदक जाल तंत्र परिदृश्य N अवलोकनो के साथ जिन्हें हमने अब तक अज्ञात प्राचर h को अनुभव करने के लिए माना था जिसमें हमने कहा था कि यह प्राचर जैसे तापमान दबाव आद्रता इत्यादि हो सकते हैं तो अब हम इस अधिकतम संभावना आकलन की विशेषता या व्यवहार का परीक्षण करते हैं इस प्रकार इस मॉड्यूल के प्रारंभ में इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम अधिकतम संभावना आकलन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं अब याद करें हमारे पास h हैट जो 1 बटा N yK का योगफल कोटि K के N आकार के बराबर है और याद करें प्रत्येक h k प्रत्येक y k अवलोकन yk प्रकृति में यादृच्छिक है वास्तव में प्रत्येक y k यादृच्छिक गौसियन है यदि आपको बहुत पहले मॉड्यूल याद है तो हमने कहा था कि ये y येँ y 1 y 2 1 y n अज्ञात प्राचर h द्वारा दिए गए माध्य और शोर V k के प्रसरण सिग्मा का वर्ग द्वारा दिए गए प्रसरण के साथ शोर अवलोकन हैं इसलिए प्रत्येक y k अर्थात इस पहलू पर जोर देना महत्वपूर्ण है प्रत्येक y k प्रकृति में यादृच्छिक है वास्तव में यादृच्छिक गौसियन जिसका अर्थ है h हैट जो इन y k का प्रतिदर्श माध्य या औसत भी है h हैट वास्तव में h हैट इन अलग अलग अवलोकनो के औसत के बराबर है k आपकी h हैट इन अलग अलग अवलोकनो Y k का औसत है Y अवलोकन है शोर अवलोकन स्वयं प्रकृति में यादृच्छिक हैं इसलिए h हैट यादृच्छिक है यह आकलन प्रकृति में यादृच्छिक है यह पहली चीज है जिसे हमें समझना है यह आकलन है यह आकलन h हैट यादृच्छिक है यानी यह निश्चय़ात्मक परिमाण नहीं है यह प्रकृति में यादृच्छिक है अब चूंकि h हैट प्रकृति में यादृच्छिक है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि यह वास्तविक प्राचर h के बराबर हो इसलिए h हैट एक यादृच्छिक परिमाण है इसलिए यह हमेशा वास्तविक प्राचर h के बराबर नहीं है इसलिए h हैट जरूरी नहीं के बराबर है यह जरूरी नहीं कि यह h के बराबर हो इसलिए आकलन यह है कि आकलन h हैट है आकलन h वास्तविक प्राचर है मूलभूत वास्तविक प्राचर जो अज्ञात है वास्तविक है तो हमारे पास आकलन h हैट है जो अवलोकनों से ली गई है और फिर हमारे पास वास्तविक प्राचर है जो मौलिक प्राचर h है जो अज्ञात है और जिसे हम मापने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वह है h हैट यादृच्छिक इसलिए जरूरी नहीं है कि हैट वास्तव में h के बराबर हो और इसलिए हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह आकलन कितना नहीं है इस h हैट का व्यवहार क्या है मेरा मतलब है कि यह h हैट किस प्रकार के विशेषताओं को प्रदर्शित करती है और यह वास्तविक प्राचर h के कितने करीब है चूंकि यह h के बराबर नहीं है क्या हम कुछ अर्थों में कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि यह वास्तविक प्राचर h के करीब है इसलिए h हैट यादृच्छिक है इसलिए हम क्या करना चाहते हैं यदि हम यह जानना चाहते हैं कि h का व्यवहार क्या है या h हैट का व्यवहार क्या है और कुछ अर्थों में हम अन्वेषण करना चाहते हैं हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करना चाहते हैं कि h हैट कितने करीब है किस मायने में h हैट का आकलन कितना वास्तविकता के करीब है और यह आकलन h कितना वास्तविक h के करीब है अब इस अर्थ में हम माध्य की गणना करके शुरुआत करते हैं आइए इस आकलन के माध्य और प्रसरण की गणना करके शुरू करते हैं तो इस समस्या को संबोधित करने के लिए यह आकलन लगाने के लिए कि इस हैट का व्यवहार क्या है और यह भी कि यह आकलन h के मूलभूत प्राचर h के वास्तविक मान के कितने करीब है आइए हम शुरू करते हैं आइए इस आकलन h हैट की इस यादृच्छिक परिमाण के माध्य और प्रसरण की गणना करके शुरू करें जो प्रकृति में यादृच्छिक है उसके लिए एक बार फिर याद रखें कि h हैट प्रतिदर्श माध्य है h हैट 1 बटा N yK का योगफल कोटि K के N आकार के बराबर है यह प्रतिदर्श माध्य है गौर करें कि यह गौसियन यादृच्छिक चर का रैखिक संयोजन है गौसियन यादृच्छिक चर y1 y 2 से yn तक का रैखिक संयोजन है याद रखें कि हमने पहले ही मॉड्यूल में इसकी शुरुआत की थी हमने कहा कि y k प्रत्येक y k प्रकृति में गौसियन है क्योंकि शोर V k प्रकृति में गौसियन है आप उस स्थिरांक को बदल रहे हैं जो h है इसलिए प्रत्येक y k प्रकृति में गौसियन भी है और आगे हमारे पास यह आकलन है कि h हैट है जो प्रतिदर्श माध्य है मतलब h हैट प्रतिदर्श माध्य है इसलिए h हैट इन अवलोकनो y1 y 2 से yk तक का रैखिक संयोजन है अब चूँकि h hat इन गौसियन यादृच्छिक चरो y1 y 2 से yn तक का रैखिक संयोजन है h हैट स्वयं ही गौसियन प्रकृति में है क्योंकि गौसियन के यादृच्छिक चर का रैखिक संयोजन गौसियन ही है h हैट गौसियन प्रकृति का रैखिक संयोजन है h हैट अपने आप में प्रकृति में गौसियन है तो यह h हैट प्रकृति में गौसियन है क्योंकि यह गौसियन यादृच्छिक चर का एक रैखिक संयोजन है तो पहली चीज जो हमने स्थापित की है वह यह है कि अधिकतम संभावना आकलन h हैट अपने आप में एक गौसियन यादृच्छिक है यह एक यादृच्छिक चर है और वास्तव में यह गौसियन यादृच्छिक चर है इसलिए यह गौसियन यादृच्छिक चर का एक रैखिक संयोजन है ठीक है तो h हैट गौसियन प्रकृति का है तो h हैट गौसियन प्रकृति का है अब h हैट का माध्य क्या है अब h का माध्य या प्रत्याशित मान क्या है h हैट का प्रत्याशित मान क्या है अब याद रखें इसके लिए अब प्रत्येक y k h V k के बराबर है और आगे हमें याद है कि हमने शोर को 0 माध्य माना अर्थात हमारे पास प्रत्येक V k के लिए प्रत्याशित V k है हमने प्रत्याशित V k 0 लिया है यह इसलिए है क्योंकि शोर 0 का माध्य है सब ठीक है तो हम इस विशेषता का उपयोग करने जा रहे हैं प्रत्येक अवलोकन V k में याद रखें हमारे प्रत्येक शोर अवलोकन y k में शोर V k का माध्य 0 है अब हम h हैट को देखते हैं h हैट वास्तव में 1 बटा N yK का योगफल कोटि K के N आकार के बराबर है अब छोटे y k के लिए इस अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करते हुए याद रखें कि प्रत्येक y k h v k है इसलिए यह hv k का योगफल k के N आकार के बराबर प्रस्तुत करता है जो कि n से विभाजित है मेरे पास h V k का योगफल है जो N गुना h तथा v k का योगफल k के N आकार के बराबर का जोड़ है जो सरल रूप में h 1 बटा N v k का योगफल कोटि k के N आकार के बराबर किया जा सकता है यह मेरा h हैट है इसलिए मैंने h हैट के लिए इस अभिव्यक्ति को सरल बनाया है h हैट बराबर है आकलन के याद रखिये ये h हैट है यह मत भूलिए कि ये क्या हैं यह आकलन h हैट है यह वास्तविक प्राची प्राचार h है और ये V k येँ ये शोर अवलोकन शोर हैं इस तरह प्रत्येक प्रत्याशित मान V k 0 के बराबर है इसलिए अब अगर हम आकलन h हैट के औसत मान या आकलन h हैट के प्रत्याशित मान को देखते हैं मेरे पास h हैट का प्रत्याशित मान है जो कि ऊपर प्रत्याशित मान के अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है जो कि h 1 बटा N v k का योगफल कोटि k के N आकार के बराबर है जो बराबर है प्रत्याशित मान h के प्रत्याशित मान 1 बटा N v k का योगफल कोटि k के N आकार के बराबर है अब इसे देखें यह एक स्थिर है इसलिए h का प्रत्याशित मान मूल रूप से h है इसलिए यह आपके h 1 बटा N v k के प्रत्याशित मान का योगफल कोटि k के N आकार के बराबर है याद रखें कि हमने कहा है कि शोर का 0 माध्य है इसलिए प्रत्येक V k का प्रत्याशित मान 0 के बराबर है इसलिए हमारे पास जो कुल मिलाकर है वह मूल रूप से h हैट का प्रत्याशित मान है आपके आकलन का औसत है h हैट का प्रत्याशित मान h के बराबर है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अर्थात भले ही हम जो कह रहे हैं वह यह है कि भले ही आपका आकलन h हैट प्रकृति में यादृच्छिक है अर्थात h हैट जरूरी नहीं कि हमेशा h के बराबर है हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता को प्रदर्शित करता है और वह विशेषता जो वह प्रदर्शित करता है वह यह है कि औसतन यदि आप h हैट के प्रत्याशित मान को देखते हैं तो यह है कि h हैट का औसत मूल रूप से वास्तविक प्राचर h के बराबर है और यह आकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अर्थात यह कहता है कि आकलन का माध्य वास्तविक प्राचर h के बराबर है ऐसे आकलक को जाना जाता है ऐसा आकलन निष्पक्ष आकलन के रूप में जाना जाता है यह एक महत्वपूर्ण विशेषता हैयह कि मूल रूप से आकलन का औसत मान बताती है यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है कि आकलन का औसत मान प्राचर h के वास्तविक मान के बराबर है इसलिए ऐसे आकलक को निष्पक्ष के रूप में जाना जाता है अर्थात इसमें कोई पक्षपात नहीं है यह कोई प्राथमिकता नहीं है यह एक निष्पक्ष आकलन है या एक निष्पक्ष है यह रूप में जाना जाता है इस तरह के एक आकलक को मूल रूप से निष्पक्ष आकलक के रूप में जाना जाता है अर्थात यह निष्पक्ष आकलन में उत्पन्न करता है जिसका अर्थ है कि भले ही यह प्रकृति में यादृच्छिक हो आकलन का औसत मान मूल रूप से अंतर्निहित वास्तविक अंतर्निहित प्राचर h के बराबर है और इसलिए एमएल का आकलन है कि हमने जो व्युत्पन्न किया है वह प्रकृति में निष्पक्ष है हमें यह भी लिखना है कि नीचे भी नोट करें इसलिए एमएल आकलन या दूसरे शब्दों में हमारे नमूने का मतलब है कि प्रतिदर्श मतलब प्रकृति में निष्पक्ष है हाँ जिसका अर्थ है कि हमारे पास क्या है हमने उम्मीद की है कि h हैट का मान h के बराबर है यह क्या है यह आकलन का औसत मान है और यह क्या है यह अंतर्निहित प्राचर का वास्तविक मान है यह अंतर्निहित प्राचर का वास्तविक मान है और हम जो कह रहे हैं वह औसतन आकलन का औसत मान अंतर्निहित प्राचर के वास्तविक मान के बराबर है इस प्रकार आकलन या इसलिए यह अधिकतम संभावना आकलन प्रकृति में निष्पक्ष है जो आकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वास्तव में यह आकलन की एक बहुत ही वांछनीय विशेषता है हाँ तो यह निष्पक्ष विशेषता आकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वांछनीय विशेषता है जो कहती है कि औसतन औसत मान या आकलन का माध्य अंतर्निहित प्राचर के वास्तविक मान के बराबर है ठीक है इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमने क्या देखा है हमने इस ML आकलन के व्यवहार का वर्णन करना शुरू कर दिया है जो कि मूल रूप से एक साधारण संवेदक जाल तंत्र के लिए है जो किसी अंतर्निहित प्राचर के शोर अवलोकनो के साथ है हमने कहा है कि अधिकतम संभावना आकलन अवलोकन का प्रतिदर्श माध्य है और हमने यह भी निकाला कि भले ही यह यादृच्छिक और प्रकृति में यादृच्छिक गौसियन हो अर्थात आकलन h हैट एक गौसियन यादृच्छिक चर है अर्थात यह जरूरी नहीं कि हमेशा यह वास्तविक अंतर्निहित प्राचर h के बराबर हो औसतन इस आकलन का प्रत्याशित मान है या यह आकलक अंतर्निहित प्राचर h के वास्तविक मान के बराबर है और इसलिए यह अधिकतम संभावना आकलन एक निष्पक्ष आकलन है जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस प्रकार हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य विशेषताओं के साथ जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद